हाँ तो इस सप्ताह के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है अतः पिछले व्याख्यान में हमने लेक्सिकल सेमांटिक्स के साथ शुरुआत की और हमने लेक्सिकल एंटीटीज़ के बीच विभिन्न संबंधों को परिभाषित किया और हमने पॉलीसिम हाइपनेम हाइपरनेम मैरिनमी इत्यादि के बारे में बात की और इस व्याख्यान में हम एक विशेष संसाधन वर्डनेट देखेंगे जो यह इन सभी संबंधों को कैसे पकड़ेगा तो वर्डनेट आप इस वेबसाइट पर वर्डनेट की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो यह प्रिंसटन में शुरू किया गया एक प्रयास है और बहुत सारे संस्करण हैं जो सामने आए हैं साथ ही आप वर्डनेट के नवीनतम संस्करण का पता लगा सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं एक बार डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने कमांड टर्मिनल में भी उपयोग कर सकते हैं तो वर्डनेट क्या है इस तरह के वर्डनेट एक हैरारिकल रूप से संगठित लेक्सिकल डेटाबेस है और यह पूरी तरह से मशीन पठनीय है तो आप इसका उपयोग विभिन्न अनु प्रयोगों में कर सकते हैंआप कॉल कर सकते हैं वर्डनेट को आपको वहां से अभी की जानकारी मिलती है तो जैसा कि इस वेबसाइट पर है आपको अंग्रेजी के लिए वर्डनेट मिल जाएगा लेकिन अन्य भी हैं तो कई हैं अन्य भाषाओं के लिए कई अन्य संस्करण भी निर्मित हैं इसलिए यूरोपीय भाषाओं के लिए बहुत सारे शब्द उपलब्ध हैं और पिछले दशक में भारतीय भाषाओं के लिए शब्दकोष बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं और आप उन कई संस्करणों को डाउनलोड भी कर सकते हैं जो मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए भी उपलब्ध हैं तो उसके लिए आप इंडो वर्डनेट वेबसाइट पर देख सकते हैं तो वहां आपको यह भी पता चलेगा कि एक भाषा में किस प्रकार के सिसेट या अवधारणाएं अन्य भाषाओं में कुछ अन्य अवधारणाओं से संबंधित हैं तो यह जानकारी इस इंडो वर्डनेट और यूरो वर्डनेट वेबसाइटों में उपलब्ध होगी इसलिए अब हम केवल इस व्याख्यान में अंग्रेजी के वर्डनेट भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे लेकिन यह तरीके अन्य वर्डनेट पर आसानी से लागू होंगे जो बहुत समान संरचना वाले हैं इसलिए अगर हम अंग्रेजी वर्डनेट के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से भाषण शब्दों के चार अलग अलग हिस्से हैं जो वहां मौजूद हैं और जो हम यहां देख रहे हैं भाषण के प्रत्येक भाग के लिए कितने भिन्न पर्याय हैं तो संज्ञा के लिए मोटे तौर पर 18000 सिंसेट हैं क्रिया के लिए 13000 से अधिक सिंसेट और विशेषण के लिए 18000 सिंसेट और क्रिया विशेषण के लिए 3000 से अधिक सिंसेट हैं इसलिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम वर्डनेट के बारे में बात करते हैं तो हम एक सिंसेट के संदर्भ में बात करते हैं अब वर्डनेट में एक सिंसेट का विचार क्या है इतने सारे अलग अलग शब्द जिनके समान अर्थ हैं वो संग्रहीत किए जाएंगे लेकिन एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं तो इन दोनों चीजों का एक साथ कैसे ध्यान रखा जाता है तो हम एक उदाहरण लेते हैं तोउदाहरण है एक विशेष सिंसेट चंप के समान जो कि एक संज्ञा है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जो भोला और आसानी से लाभ उठा सकता है और मान लें कि चंप पहले समानार्थक शब्द का यह विशेष अर्थ है तो शब्द में कई सिंसेट हो सकते हैं तो चंप पहला सिंसेट का यह अर्थ है लेकिन अन्य शब्द भी हो सकते हैं जिनके यह मतलब हो तो यह शब्द इसके 9 अर्थ इस विशेष अर्थ को दर्शाता है इसलिए मुझे यह कहना होगा कि यह शब्द अपनी ९वीं सेंस को चिह्नित करता है इस अर्थ में शब्द फूल इसका दूसरा सेंस है इस अर्थ में शब्द गल पहला सेंस है इस अर्थ में और इसी तरह से फॉल गाई और इसी तरह से और भी कई तो हम यहाँ क्या करेंगे प्रत्येक शब्द को कई सिंसेट द्वारा दर्शाया जा सकता है तो किसी शब्द का सेंस 1सेंस 2 सेंस 3 हो सकता है और इसी तरह कई और और हम क्या करेंगे अगर वर्ड 1 के तीसरे सेंस और वर्ड 2 के दूसरे सेंस को साझा किया जाता है तो हम उन्हें एक सिंसेट में डालेंगे और यह एक सिंसेट का विचार है विभिन्न शब्द जो एक अर्थ को साझा करते हैं और यहाँ शब्दों से मेरा आशय लेक्सिकल या किसी विशेष अर्थ से होगा और वर्डनेट के लिए यह सूची बता सकती है कि चंप शब्द का अर्थ क्या है या आपको वर्डनेट की कुछ चमकती जानकारी भी मिलेगी तो अब ये भी कुछ आंकड़े बताते हैं कि शब्द रूप या लेम्मा और सिंसेट के बीच क्या संबंध है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं इसलिए यहां मेनी टू मेनी संबंध है इसलिए उदाहरण के लिए शब्द नोट नोट n 2 तथा बिल n 3 तक जा सकता है इसलिए एक सेंस में दो अलग अलग सिंसेट को दर्शाता है यह नोट सिंसेट में जाता है दूसरा यह बिल सिंसेट में जाता है लेकिन इस बिल सिंसेट में एक नोट होगा और बिल और कुछ अन्य शब्द भी होंगे तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं बहुत सारे विभिन्न लेम्मा जो एक सा सेंस साझा करते हैं वो एक सिंसेट में आ सकते हैंऔर वही लेम्मा दूसरे अलग अर्थ में किसी दूसरे सिंसेट में जा सकता है और जिसे पकड़ा जाता है कुछ अलग आईडेंटिफायर के द्वारा दो अलग सिंसेट एक ही लेम्मा के इसलिए हम अब केवल लाइन के बजाय लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 के बारे में बात करना शुरू करेंगे और इन तीनों में से प्रत्येक अलग अलग सिंसेट में होगा तो वर्डनेट में आपके द्वारा देखे जाने वाले सभी संभावित संबंध क्या हैं कुछ उदाहरण हैं तो वर्डनेट में आपके पास एंटोनिम हाइपरनीम्स हाईपोनीमी एंटेलमेंट संबंध समानार्थक शब्द और ऐसे ही कई और इनमें से कई हम पहले ही पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं आइए हम इन संबंधों के प्रकारों के कुछ उदाहरण देखें तो जैसे विभिन्न संज्ञाओं के बीच क्या संबंध हैं इसलिए जिस हाइपोनिम पर हमने चर्चा की वह हाइपोनिम एक अवधारणा और उसकी सुपर अवधारणा के बीच का संबंध है तो जैसे ब्रेकफास्ट एक प्रकार का मील है तो जैसा कि जो एक मील था वह ब्रेकफास्ट का हाइपोनिम है तो यह संबंध उस वर्डनेट में होगा जहां ब्रेकफास्ट 1 सिनसेट या इसी अर्थ में यह ब्रेकफास्ट के संबंध से एक के बाद एक मील से जुड़ा हुआ है मील का एक हाइपोनिम है और मील ब्रेकफास्ट का एक हाइपोनिम है इसी तरह हायपोनीमी मील और लंच के संबंध मेंबरइसलिए प्रोफेसर फैकल्टी का मेंबर है हैज़ इंस्टास संगीतकार और उदाहरण बाख है ऑस्टेन लेखक का एक इंस्टास हैl मेंबर होलोनेम जैसे कैपिटल सदस्य हैं क्रू का पूरे दो भागों में से भाग का मेरोनेम तो टेबल टू लेग पार्ट होलोनेम भाग को दूसरे तरीके से पार्ट्स टू होल हैकोर्स टू मील हैऔर हां एंटोनीम जो ऑपोजिट लीडर और फॉलोअर् है तो क्या होगा इन सभी संबंधों को वर्डनेट में परिभाषित किया गया है आप जानते हैं कि किसी विशेष संबंध का क्या अर्थ है और फिर आप किसी विशेष संबंध के लिए पता लगा सकते हैं अलग अलग जोड़े क्या हैं या वर्डनेट में दी गई जोड़ी क्या कोई रिश्ता है जिसे परिभाषित किया गया है इसी तरह क्रिया तत्वों के बीच संबंध भी हैं जैसे कि हाइपोनीमी फ्लाई और ट्रैवल तो फ्लाइ एक तरह की ट्रैवल है तो ट्रैवल फ्लाई के लिए उप नाम होगा ट्रोपोनिमी के लिए विशिष्ट क्रिया से उस क्रिया के लिए एक विशिष्ट तरीके से चलना वाक एंड स्ट्रोल इसलिए स्ट्रोल एक विशेष तरीका या चलने का एक विशिष्ट तरीका है क्रियाओं से संबंध भी हो सकते हैं वे शब्द भी हैं जो वे स्नोरिंग और स्लीपिंग की तरह पकड़ते हैं इसलिए हम खर्राटे कहेंगे और सोने को कहेंगे तो यह भी एक ऐसा संबंध है जो वर्डनेट में कैप्चर किया जाता है और फिर ऑपोजिट के लिए एंटोनीम हो सकते हैं इसलिए इनक्रीस और डिक्रीज वे एक दूसरे के लिए एंटोनीम हैं इसके अलावा वर्डनेट में हम किसी भी अवधारणा के पूर्ण हायरार्की को भी पकड़ सकते हैं और हमें एक हायरार्की से क्या मतलब है जो रूट शब्द और वर्डनेट से शुरू हो रहा है कि आप उस विशेष शब्द के नीचे कैसे जाते हैं अलग अलग अवधारणाएं हैं जिन्हें आपको पास करने की आवश्यकता है और आप किसी दिए गए शब्द के लिए सभी अलग अलग सिंसेटों के लिए पा सकते हैं इसलिए हमने कहा कि वर्डनेट बहुत बहुत हैरारिकल डेटाबेस है तो आप पता लगा सकते हैं या आप प्रत्येक अवधारणा का पता लगा सकते हैं या उस पूर्ण श्रेणीबद्ध ट्री में प्रत्येक सिंसेट के उपसमुच्चय का पता लगा सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर मुझे माउस शब्द दिखाई देता है तो मुझे लगेगा कि इसमें चार अर्थ हैं तो एक माउस के लिए आप पूरी हायरार्की का पता लगा सकते हैं तो माउस एक प्रकार का रोडेंट है एक प्रकार का प्लेसेंटल एक प्रकार का मैमल वर्टेब्रेट और इसी तरह एनिमल तक लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट फिजिकल एंटिटी और जिस एंटिटी पर आप वर्डनेट एंटिटी की जड़ तक जा सकते हैं यह शुरू हो रहा है माउस के इस विशेष अर्थ से यहाँ माउस का एक और अर्थ है जो एक कंप्यूटर माउस है फिर से आप हायरार्की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिवाइस आर्टीफैक्टऑब्जेक्टफिजिकल ऑब्जेक्ट फिजिकल एनटीटी एनटीटी पर जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वे कहां जाते हैं तो माउस एक विरूपण साक्ष्य की तुलना में पूरी तरह से आता है और यह माउस जीवित चीज़ के अंतर्गत आता है जहां वे उस वर्डनेट हैरारिकल ट्री में प्रस्थान करते हैं और यह हम किसी भी अर्थ के लिए वर्डनेट में किसी भी शब्द के लिए कर सकते हैं आप पूरी हायरार्की का पता लगा सकते हैं इसलिए जैसे कि वर्डनेट हमेशा स्टोर होता है जो दो अवधारणाएं शब्द संबंधों से संबंधित हैं और मान लें कि कार और ऑटोमोबाइल एक ही सिंसेट में मिलते हैं यदि आप किसी वर्डनेट में क्वेरी करते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे आप वर्डनेट में क्वेरी कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि क्या वे समान सिंसेट का हिस्सा हैं तो आप कह सकते हैं कि वे ठीक समान हैं लेकिन मान लीजिये कि दो शब्द किसी भी सेंस का हिस्सा नहीं हैं जो कि वर्डनेट में किसी विशेष पर्यायवाची शब्द हैं और हम इसे एक संख्या देना चाहते हैं कि वे किस डिग्री के समान हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिमेंटिक्स के मामले में हमने क्या किया है हमें पता चला है कि दो शब्द एक दूसरे के कितने समान हैं यह देखकर कि उनके पैटर्न समान हैं तो क्या हम वर्डनेट के मामले में कुछ कर सकते हैं जिसे दो अवधारणाएं या दो शब्द दिए गए हैं भले ही वे समान सिंसेट का हिस्सा न हों तो भी वे समान हैं इसलिएहम समानार्थी शब्द का उपयोग करके केवल यह कह सकते हैं कि दो शब्द पर्यायवाची हैं या नहीं लेकिन मान लें कि हम शब्द समानता या शब्द दूरी के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वर्डनेट में किन विभिन्न चीजों का उपयोग कर सकते हैं तो वर्डनेट में कई अन्य संबंधों को भी परिभाषित किया गया है इसलिए हम इस तथ्य का भी उपयोग कर सकते हैं कि क्या इन दोनों शब्दों के बीच कोई अन्य प्रकार का संबंध है या शब्द हैं क्या ये शब्द एक सामान्य हाइपरनम हाइपोनिम साझा करते हैं और इसलिए भी आप इन दोनों प्रविष्टियों की चमक पर एक नज़र डाल सकते हैं कि क्या उनकी चमक भी बहुत समान हैं इसलिए हम कहेंगे कि दो शब्द समान हैं यदि वे अर्थ की कई अलग अलग विशेषताओं को साझा करते हैं और इसकी विशेषताओं को इस बात पर प्राप्त किया जा सकता है कि कितने संबंध सामान्य हैं कितने शब्द उनके चमक में आम हैं और इसी तरह अब एक बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम वर्डनेट में विभिन्न एन्टीटीज़ के बीच संबंध स्थापित करने के बारे में बात कर रहे हैं हम विभिन्न सिंसेटों के बीच संबंध के बारे में बात कर रहे हैं न कि शब्दों के बारे में क्योंकि एक शब्द में कई सिंसेट हो सकते हैं और जो संबंध 1 शब्द के एक अर्थ में होता है और दूसरी सिंसेट में उस शब्द का अर्थ नहीं होता है इसलिए उदाहरण के लिए एक शब्द बैंक है यह एक अर्थ है जो इस अर्थ में है कि आप अर्थ शास्त्र में कह सकते हैं और सेंस २ रिवर बैंक की तरह है और फिर मेरे पास फंड की तरह एक और शब्द है और s 1 है जो अर्थव्यवस्था के लिए है इसलिए हम यह कहेंगे कि बैंक का एक सेंस इस फंड की विशेष सेंस से जुड़ा है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह फंड से जुड़ा है यह सच नहीं है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि बैंक फंड से जुड़ा हुआ है यह सही नहीं होगा हम यह कहेंगे कि बैंक का सेंस 1 फंड के सेंस 1 से जुड़ा है इसलिए हम शब्दों के सिसेट के बीच के संबंध के बारे में बात करेंगे ना कि सीधे शब्दों के बारे में हालांकि हम इसे बाद में शब्दों में विस्तारित करने का प्रयास करेंगे इसलिए यह कहने के बजाय कि बैंक एक फंड की तरह है हम कहेंगे कि बैंक 1 फंड 3 के समान है मान लीजिए कि फंड की तीसरी सेंस है और बैंक 2 स्लोप 5 के समान है स्लोप का पांचवां अर्थ और इसी तरह अब हम शब्दों और सिंसेट दोनों पर समानता की गणना भी करेंगे तो आइए देखें कि हम कैसे करते हैं कि वर्डनेट हायरार्की और किसी भी अन्य जानकारी का उपयोग करके जो हमारे पास है तो अब यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने पहले बात की है कि अगर हम शब्दों के बीच समानता का पता लगाना चाहते हैं तो दो बहुत ही लोकप्रिय तरीके हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम का उपयोग करके है और जिसकी हमने पिछले सप्ताह विस्तार से चर्चा की है वहां हम दो शब्दों के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का पता लगा सकते हैं और उन की तुलना कर सकते हैं लेकिन अगर हम वर्डनेट जैसे लेक्सिकल संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं तो यहां हम इस विचार का उपयोग कर सकते हैं कि कुछ शब्द दूसरों की तुलना में वर्डनेट हायरार्की में अधिक निकट हैं इसलिए अगर दो शब्द हायरार्की में पास हैं तो हम कह सकते हैं कि वे समान हैं यदि वे हायरार्की में बहुत दूर हैं तो वे अलग हो सकते हैं तो क्या हम इस विचार को स्थापित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि क्या वर्डनेट संसाधन का उपयोग करके दो शब्द समान हैं इसलिए अब हम ऐसे कई तरीकों को देखेंगे इसलिए जैसे कि हम किसी भी संबंध जैसे कि मैरिनेमी हाईपोनीमी ट्रोपमनी ग्लोस उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं हां लेकिन विशेष रूप से थिसॉरस आधारित विधियां जो हमारे पास हैं वे मुख्य रूप से ईजे हायरार्की ट्री को हाईपोनीमी हाईपोनीमी संबंध ट्री का उपयोग करते हैं कभी कभी हम शब्दों के शब्द का उपयोग भी करेंगे इसलिए हम कुछ विशेष तरीकों के कुछ उदाहरणों को देखकर शुरू करेंगे जो शब्दों के बीच समानता को पकड़ने के लिए हायरार्की वर्डनेट हायरार्की का उपयोग करने का प्रयास करते हैं और फिर हम एक विशेष विधि भी देखेंगे जो विभिन्न पर्यायवाची शब्द के ग्लोब का उपयोग करके उनकी समानता को कैप्चर करता है अब एक बात जो आपने अब तक देखी या समझ ली होगी कि इन सभी तरीकों का उपयोग करके हम पर्यायवाची को कैप्चर नहीं कर रहे हैं जैसे कि हम यह नहीं देख रहे हैं कि हम दो शब्दों को ढूंढ रहे हैं जो बहुत समान हैं आप जो खोज रहे हैं वह यह है कि दो शब्द जो संबंधित हैं या समान संदर्भ और विषय में उपयोग किए जाते हैं इसलिए जैसे कि अगर हम कार और साइकिल लेते हैं तो वे काफी समान हैं लेकिन कार और गैसोलीन संबंधित हो सकते हैं लेकिन समान नहीं इसलिए इन तरीकों से कारें और गैसोलीन करीब आ सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह है कि वे संबंधित हैं वे बिल्कुल समान नहीं हो सकते हैं अब शब्दों में समानता को पकड़ने के तरीकों पर आ रहे हैं तोपहला विचार क्या है पहला विचार हाइपरनम ग्राफ में दो शब्दों के बीच के मार्ग का उपयोग करना है और एक सरल उपाय क्या हो सकता है हम कहेंगे कि दो शब्द समान हैं यदि पथ जो उस हायरार्की में दो शब्दों को जोड़ता है वह छोटा है इसलिए दो शब्द समान हैं यदि वे हाइपरनम ग्राफ में पास हैं और उस पर एक औपचारिक उपाय या मात्रा देने के लिए हम दो अवधारणाओं के बीच पथ की लंबाई को परिभाषित कर सकते हैं तो दो अवधारणाओं के बीच पथ की लंबाई क्या होगी जो कि मेरे ग्राफ में सबसे छोटे पथ के किनारों की संख्या है जो सिंसेट c 1 और c 2 के बीच है तो मेरे पूरे ग्राफ में c 1 और c 2 को जोड़ने वाले सबसे छोटे रास्ते की लंबाई क्या है अब एक बार जब मैंने इस पथ की लंबाई को पा लिया है तो मैं इन दो अवधारणाओं के बीच समानता की तुलना करने के लिए कैसे उपयोग करूं ताकि पथ की लंबाई बड़ी हो वे कम समान हों यदि पथ की लंबाई छोटी है तो वे बहुत समान हैं इसलिए मेरी समानता पथ की लंबाई के विपरीत आनुपातिक होनी चाहिए तो एक माप 1 को 1 प्लस पथ लंबाई से विभाजित किया जा सकता है और यह एक सरल उपाय है जिसका उपयोग किया जाता है दो अवधारणाओं के बीच पथ समानता 1 को c 1 और c 2 की 1 प्लस पथ लंबाई से विभाजित किया जाता है इसलिए हम दो सिंसेट के बीच के संबंध का पता लगा सकते हैं इसलिए मान लीजिए कि हम दो शब्दों के बीच समानता खोजने के लिए इसका विस्तार करना चाहते हैं तब तो एक तरीका यह है कि सभी सिंसेट के बीच समानता का पता लगाया जाए और एक औसत लिया जाए लेकिन एक अधिक सामान्य रूप से स्वीकृत उपाय दो शब्दों के बीच के सभी संभव युग्मों के बीच समानता का पता लगाना और अधिकतम लेना है तो अब क्या मतलब है मान लीजिए कि मेरे पास शब्द 1 शब्द 2 है जो कि s 1 1 s 1 2 s 1 3 है और यह एक सिनसेट्स s 2 1 s 2 2 है इसलिए इस उपाय का उपयोग करके हम किसी भी दो जोड़ी s के बीच समानता पा सकते हैं s1 1 s 2 2 में समानता क्या है इसी तरह हम इन सभी जोड़ियों के लिए कर सकते हैं अब हम w 1 और w 2 के बीच समानता कैसे स्थापित करते हैं इसलिए यह समानता है I s1 i और s 2 j के बीच समानता का अधिकतम मूल्य है आप पहले शब्द के लिए कोई भी अर्थ निकालते हैं दूसरे शब्द के लिए कोई भी अर्थ जो भी एक जोड़ी के बीच अधिकतम समानता है हमें इन दोनों शब्दों के बीच अधिकतम समानता या समानता प्रदान करना है जो एक बहुत ही सरल तरीका है जिसमें हम इन सभी विचारों को शब्द समानता के लिए विस्तारित कर सकते हैं इसलिए जो भी हम अगले तरीकों को देखेंगे हम हमेशा सिंसेट के बीच समानता के बारे में भी बात करेंगे और शब्दों के बीच समानता के लिए विस्तारित होंगे तो हम कहेंगे कि शब्द w 1 और w 2 के बीच समानता कुछ भी नहीं है बल्कि शब्द 1 और शब्द 2 के किसी भी सिंसेट के बीच अधिकतम समानता है तो आइए एक उदाहरण लेते हैं कि यह मार्ग समानता कैसे दिखेगी तो यह हमारा वर्डनेट हाइपो ग्राफ है इसलिए सभी नोट केवल तभी नहीं दिखाए जाते हैं यदि बहुत कम नोट दिखाए जाते हैं इसलिए हम एनटीटी के साथ शुरू कर रहे हैंएब्स्ट्रेक्शन मेजर स्टैंडर्ड हालांकि एनटीटी के साथ यहां अन्य अवधारणाएं होंगी फिर आप एक विशेष शाखा में आ रहे हैं जहां आपके एक्सचेंज करेंसी कॉइनएज कॉइन निकल और इसी तरह का माध्यम है अब हम दो अलग अलग अवधारणाओं के बीच सिमिलैरिटी का पता लगाना चाहते हैं तो निकल और कॉइन के बीच सिमिलैरिटी क्या है इसलिए हम कहेंगे कि मार्ग की लंबाई क्या है एक रास्ता जो निकल और कॉइन को जोड़ता है इस पथ की लंबाई क्या है तो यहाँ लंबाई केवल 1 है इसलिए इन दो अवधारणाओं के बीच सिमिलैरिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होगी इसलिए 05 और निकल और डाइम के बीच समानता क्या है यह 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पाथ लेंथ और पाथ लेंथ 2 है इसलिए यह 033 होगा और अगर आप रिक्टर स्केल की तरह एक बहुत अलग अवधारणा में एक निकल देखते हैं तो यहां आपको 0125 सिमिलैरिटी मिलेंगी क्योंकि पाथ लेंथ 7 है इसलिए हम उस तरह की पथ लंबाई का उपयोग करके दो अवधारणाओं के बीच सिमिलैरिटी को पकड़ सकते हैं अब उसी तर्ज पर एक और समानता माप है तो इसे एल सी सिमिलॅरिटी कहा जाता है तो यह क्या कहता है दो अवधारणाओं के बीच सिमिलॅरिटी 2 d द्वारा विभाजित पथ लंबाई का नकारात्मक लॉग है इसलिए यह पथ की लंबाई पर केवल एक अलग कार्य है तो पहले वी हैड फंक्शन १ डिवाइडेड बाई १ प्लस x अब उनके पास फ़ंक्शन माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई 2 d और यहाँ d क्या है d मेरी हायरार्की में अधिकतम गहराई है तो रूट नोड से शुरू करके लीफ के किसी भी नोड के लिए हायरार्की की अधिकतम गहराई क्या है और इससे यह मदद मिलती है कि इस पथ की लंबाई हमेशा दो d से कम या बराबर होगी और इससे मुझे इन दोनों अवधारणाओं के बीच समानता मिलेगी तो इस L C सिमिलरिटी या प्रीवियस सिमिलरिटी के साथ क्या समस्या है जिसे हमने देखा है इसलिए किन्हीं भी दो अवधारणाओं के लिए वे जो कह रहे हैं वह पथ की लंबाई का पता लगाता है और सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है लेकिन यदि पथ की लंबाई बढ़ जाती है तो सिमिलरिटी कम हो जाती है लेकिन इन दृष्टिकोणों के साथ एक समस्या यह है कि किसी भी दो जोड़े अवधारणाएं यदि पथ की लंबाई समान है तो समानता समान होगी इसके बावजूद की वे ट्री में कहीं भी आए तो हम पिछले ट्री पर वापस जाते हैं तो ये दृष्टिकोण क्या कहेंगे तो कॉइन और निकल के बीच समानता क्या है पथ की लंबाई 1 है समानता 1 विभाजित है 1 प्लस 1 से यानी 05 लेकिन एंटिटी और एब्स्ट्रेक्शन के बीच समानता क्या होगी उनकी पथ लंबाई भी 1 है इसलिए उनकी समानता भी 1 से विभाजित हो जाएगी 1 प्लस 1 इसलिए यह 05 है लेकिन आदर्श रूप से हम क्या चाहते हैं कि हम एनटीटी एब्स्ट्रेक्शन की समानता चाहते हैं जो कॉइन और निकल के बीच समान हो इसलिए यदि आप इसके बारे में सोचते हैं जैसे हम हायरार्की में नीचे जा रहे हैं तो हम बहुत बहुत विशिष्ट अवधारणाओं की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए जब हम इन विशिष्ट अवधारणाओं को आगे बढ़ा रहे हैं उसी पथ की लंबाई एक उच्च समानता संज्ञा की मात्रा होनी चाहिए जो कि पहले कर रही थी तो एंटिटी और सारांश इस समानता की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए यह समानता बहुत अधिक होनी चाहिए लेकिन ये विधियां अब इस विचार पर पकड़ नहीं पा सकती हैं तो उनके पास इस पथ की लंबाई उसी तरह योगदान करने के लिए होगी जिस तरह से यह पथ लंबाई है तो अब हम कुछ अलग कर सकते हैं ताकि यहां समानता अधिक हो जाए लेकिन यहां समानता कम हो जाती है तो आप एक मैट्रिक्स चाहते हैं जो हमें अलग अलग लंबाई को अलग अलग औसत पर असाइन करने देता है तो हम किस विचार का उपयोग कर रहे हैं और उसके लिए हम कांसेप्ट प्रोबेबिलिटी मॉडल के विचार का उपयोग करते हैं अब यह क्या है इसलिए वर्डनेट में जो भी अवधारणाएं हम देख रहे हैं हम उन्हें संभावना में असाइन करेंगे तो क्या संभावना है जिसके साथ हम इस अवधारणा को एक कोष में देखते हैं अब विचार यह होगा कि जो कुछ भी हम अपनी कॉरपस में देख रहे हैं वह एक एनटीटी है क्योंकि यह उस ट्री का हिस्सा है जहां एनटीटी रुट है तो ट्री में जो भी शब्द है वह एक एंटिटी है इसलिए दूसरे शब्द में हम जो भी शब्द कोष में कह रहे हैं वह एक एनटीटी है लेकिन यह एक एब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता है तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो एब्स्ट्रक्शन हैं और कुछ शब्द जो नहीं हैं इसलिए जब भी हम एक शब्द का सामना करेंगे तो हम यह पता लगाएंगे कि वे सभी अवधारणाएं क्या हैं जिनके लिए यह योगदान देता है और हम इन सभी अवधारणाओं में एक गिनती जोड़ेंगे और अंत में हम उन्हें प्रायिकता मानों में बदल देंगे तो क्या होगा रूट नोड को 1 की संभावना मिलेगी क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं वह एक एंटिटी है लेकिन जैसा कि आप नीचे जाते हैं ये मान घटते रहेंगे हम इस विचार का उपयोग उन्हें लॉग वैल्यू में बदलने और फिर दोनों मानों के बीच के पथ की लंबाई के रूप में अंतर लेने में करेंगे और इसे दो सिंसेट के बीच समानता को खोजने में परिवर्तित किया जा सकता है तो हम कहते हैं कि P c संभावना है जो कोरपस में यादृच्छिक रूप से चयनित शब्द c है का एक उदाहरण है तो क्या होगा रूट की संभावना 1 है और हायरार्की में एक नोड कम है कम इसकी संभावना है और यह कैसे इन संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है हम कॉरपस में कॉन्सेप्ट एक्टिविटीज नामक कुछ गणना करते हैं तो क्या होगा जब भी हमें एक पैसा मिलता है तो हम कॉइन मुद्रा मानक वगैरह के लिए कॉल बढ़ाएंगे तो क्या विचार है तो मेरे पास एक वर्डनेट हायरार्की ट्री एक रूट से शुरू हो रहा है जो मेरी एंटिटी है और नीचे जा रहा है तो क्या होगा मान लीजिए कि यह मेरा शब्द x है जब भी हम अपने कॉर्पस में इस शब्द x का सामना करते हैं तो हम इतनी गिनती में एक बढ़ा देते हैं और इसके सारे पेरेंट्स के भी क्योंकि जब भी हम गिनती कर रहे हैं हम इस अवधारणा को भी गिन रहे हैं और इसी तरह तो क्या होगा जो भी हम एनकाउंटर करते हैं हम हमेशा 1 को मूल में जोड़ते है लेकिन केवल उसके पेरेंट्स पर इसलिए जब हम वह रूट करेंगे तो सभी काउंट्स को रूट में जोड़ दिया जाएगा और हम सब कुछ रूट की गिनती से विभाजित करके प्रायिकता का पता लगा सकते हैं तो मान लीजिए कि हम अपनी कॉरपस पर ऐसा करते हैं तो यह एक उदाहरण है इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर 19 मिलियन उदाहरण हैं क्योंकि एंटिटी को हमेशा एक के साथ जोड़ा गया है लेकिन वहां संख्या अलग हैं तो डायमंड और निकल में केवल 8 और 10 हैं कॉइन के पास 1108 है तो आप देखते हैं हम पूरे ट्री को नहीं दिखा रहे हैं यही कारण है कि कॉइन की कुछ अन्य शाखाएं भी हैं जो यहां नहीं हैं अब एक बार जब हमें ये गणना मिल जाती है तो हम इस संख्या से सब कुछ विभाजित करके प्रायिकता मानों में विकल्प चुनते हैं तो यह मेरी अवधारणा संभावना होगी अब हम इस अवधारणा की संभावना का उपयोग परिभाषित करने में कैसे करें या हमारी एज वेट को परिभाषित कैसे किया जाए तोहम क्या करेंगे हम उन्हें कुछ सूचना मूल्य में परिवर्तित कर देंगे प्रत्येक अवधारणा की इनफार्मेशन कंटेंट क्या है और जानकारी की सामग्री को सीधे संभावना मान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है माइनस लौग प्रोबेबिलिटी का उपयोग करके विचार यह है कि यदि किसी चीज की संभावना बहुत अधिक है तो इसकी अधिक जानकारी नहीं है लेकिन यदि संभावना कम है तो इसमें बहुत सारी जानकारी शामिल है इसलिए हम एक अवधारणा की इनफार्मेशन कंटेंट का उपयोग उस अवधारणा की संभावना के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में करते हैं तो हम यह कर सकते हैं कि सभी अवधारणाओं के लिए और हम यह भी परिभाषित कर सकते हैं कि हमारा सबसे लोवेस्ट कॉमन सबसमर क्या है यदि हम दो नोड्स या दो अवधारणाएं c 1 और c 2 लेते हैं तो सबसे लोवेस्ट कॉमन सबसमर हायरार्की में सबसे छोटा नोड है उन दोनों नोड्स की सदस्यता लेते हैं या उस ट्री में सबसे कम नोड क्या होता है जहां ये दो अवधारणाएं मिलती हैं और अब हम देखेंगे कि अवधारणाओं के बीच आप उस कंप्यूटिंग समानता का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो ये प्रायिकता से उपयोग करके यदि हम ऋण लॉग प्रायिकता लेते हैं तो अन्य भिन्न संख्याएँ जो मुझे मिलेंगी तो माइनस लॉग 1 0 हो जाता है यदि एक एंटिटी 0 है तो 05 माइनस 5 और इसी तरह अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप यहाँ देख रहे हैं तो जैसा कि आप नीचे जा रहे हैं ये संख्या बढ़ रही है तो दो शब्दों के बीच समानता को कैप्चर करने का एक सरल तरीका यह है कि सबसे कम सामान्य सबसमर क्या है और उस की जानकारी सामग्री क्या है तो निकल और डाइम क्या समानता है पथ की लंबाई 2 है लेकिन सबसे कम सामान्य सबसमर जो कॉइन है 745 की इनफार्मेशन कंटेंट है दूसरी ओर अगर हम इन दो अवधारणाओं को एक्सचेंज एंड स्केल के माध्यम से लेते हैं तो उनके सामान्य सबसे कम सबसमर मानक में 611 की इनफार्मेशन कंटेंट है तो तुरंत आप यह देख सकते हैं कि इस जोड़ी की तुलना में अधिक समानता है तो औपचारिक विधि क्या है जिसके द्वारा हम इस पर अधिकार कर सकते हैं तो एक है रेसनिक सिमिलरिटी तो यह कहता है कि दो शब्द कितने सामान हैं ये इस बात पर निर्भर करता है की समानताएं कितनी हैं उनमें इसीलिए उनके सबसे कम सामान्य सबसमर का पता लगाया जाता है और उनकी जानकारी की सामग्री का पता लगाता है और जो इन दोनों अवधारणाओं के बीच समानता को दर्शाएगा तो ये सामान्यता को लोवेस्ट कॉमन सबसमर के इनफार्मेशन कंटेंट से मापता है तो यहाँ निकल और डाइम की तरह समानता एल सी की इनफार्मेशन कंटेंट होगी जो कि कॉइन है तो उनके बीच समानता 7455 है अब निकल और मनी समानता उनके एलसी एस की इनफार्मेशन कंटेंट होगी जो विनिमय का माध्यम है इसलिए यह 6255 और इसी तरह होगा तो अब तुरंत आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते रहेंगे समानता कम होती जाएगी तो यह तब सबसे ज्यादा होगा जब आपने सिंगल लीफ नोड्स लिए हों लेकिन अगर आप ऊपर जाते रहेंगे तो समानता घटेगी तो यह कैप्चरिंग जो आप करना चाहते थे लेकिन फिर भी यहाँ एक समस्या है तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि समस्या क्या है इसलिए यहां एक समस्या यह है कि अगर मुझे कॉइनएज और मनी के बीच समानता मिलती है तो यह कॉइनएज और बजट के बीच समानता के समान होगा हां क्योंकि उनका L Cs समान है तो यहाँ जो कैप्चर किया जा रहा है वह यह है कि वे कितनी जानकारी साझा करते हैं लेकिन जो कैप्चर नहीं किया जा रहा है वह कितनी जानकारी साझा नहीं करते हैं या वे कितने भिन्न हैं इसलिए हमारे पास कैप्चर करने के लिए एक अलग उपाय है कि वे कितनी जानकारी साझा नहीं करते हैं और इसे लिन समानता कहा जाता है तो यह कहता है कि यह उपाय केवल समानताओं के बारे में नहीं है हमें मतभेदों को भी पकड़ना है इसलिए वे जितनी अधिक जानकारी साझा करते हैं वे उतनी ही ज्यादा समान होती हैं लेकिन जितनी अधिक जानकारी वे साझा नहीं करते हैं उतनी ही कम समानता होनी चाहिए तो तदनुसार दो अवधारणाओं के बीच लिन समानता को अवधारणा के इनफार्मेशन कंटेंट और इनफार्मेशन कंटेंट की इनफार्मेशन कंटेंट द्वारा विभाजित L Cs की इनफार्मेशन कंटेंट के दो गुना लघुगणक या दो बार के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह करते हुए कि क्या होगा अब अगर हम क्वॉइनएज और मनी के बीच समानता लेते हैं तो यह 6255 गुना 7419 प्लस 8042 से विभाजित होगा और अगर हम कॉइनएज और बजट के बीच समानता लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 80242 के बजाय 10423 शब्द होगा तो तुरंत यह समानता इस समानता से कम हो जाएगी इसलिए लिन समानता पिछले उपाय की तुलना में बहुत अधिक अच्छी तरह से स्वीकृत उपाय है जैसा हमने रेसनिक सिमिलॅरिटी को देखा है यहां कुछ विविधताएँ हैं इसलिए उदाहरण के लिए जे सी समानता जे सी समानता में वे जो कहते हैं वह पता लगाता है या प्रत्येक एच को एक मूल्य देता है जो दो अवधारणाओं के बीच की दूरी है और यह अवधारणा की जानकारी सामग्री माइनस हाइपोनिम की इनफार्मेशन कंटेंट होगी और हम दो अवधारणाओं के बीच की दूरी को उनकी दूरी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं तो हम एक अवधारणा से इसके L C s पर कैसे जाएं और दूसरी अवधारणा इसके L C s पर और हम सिर्फ दूरियों को जोड़ देते हैं और हम इस दूरी के इनवर्स को ले कर समानता की गणना करते हैं इसलिए हम यहां क्या कर रहे हैं हमें अपनी हायरार्की में अलग अलग नोड्स हैं हां और मान लीजिए कि आप पहले ही पा चुके हैं उनकी जानकारी सामग्री क्या है तो आप रेसनिक सिमिलॅरिटी के मामले में क्या करते हैं रेसनिक सिमिलॅरिटी में C 1 C 2 C 3 और यह C 0 है रेसनिक सिमिलॅरिटी में C 1 और C3 की समानता कुछ भी नहीं है लेकिन C0 की जानकारी सामग्री है इसलिए C1 की रेसनिक सिमिलॅरिटी के अनुसार C 3 है I C C 0 लिन समानता के अनुसार यह दो बार होगा c 0 की इनफार्मेशन कंटेंट c 1 की इनफार्मेशन कंटेंट c 3 की इनफार्मेशन कंटेंट के जोड़ से विभाजित करती है अब जे सी सिमिलॅरिटी में आप क्या करेंगे आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह दूरी कुछ भी नहीं है लेकिन c 1 माइनस c 0 है और यह दूरी c 3 माइनस c 0 है इसलिए जे सी सिमिलॅरिटी के लिए यह c 1 माइनस c 0 तथा c 3 माइनस c 0 का जोड़ इन दो अवधारणाओं के बीच की दूरी है और 1 को उसके बीच की समानता से विभाजित किया गया और वही यहाँ लिखा गया है इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ C1 प्लस इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ C2 माइनस 2 टाइम इनफार्मेशन कंटेंट ऑफ द एलसीएम ऑफ द सेकंड जिसे आप यहाँ कह सकते हैं c 1 की IC c 3 की IC माइनस टू टाइम्स IC ऑफ LCs इसलिए मुझे आशा है कि इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि रेसनिक सिमिलॅरिटी लिन सिमिलॅरिटी और जे सी सिमिलॅरिटी में क्या अंतर है और इनमें लिन सिमिलॅरिटी बहुत बहुत लोकप्रिय है इसलिए मुझे आशा है कि यह स्पष्ट है कि आप इन तीनों समानता के उपायों को कैसे लागू करते हैं इसलिए यहां आपके पास एक उदाहरण है कि यदि हम जे सी सिमिलॅरिटी का उपयोग करते हैं तो विभिन्न मूल्य क्या हैं जो आप विभिन्न अवधारणाओं के बीच प्राप्त करेंगे तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप कोशिश करें और पता करें कि मान लें कि निकल और रिक्टर स्केल के बीच या निकल और कॉइन के बीच क्या आप समान मान प्राप्त कर सकते हैं सूत्रीकरण का इस्तेमाल करके तो अब हम वर्डनेट में दो अलग अलग अवधारणाओं के बीच समानता की गणना के लिए दूसरे दृष्टिकोण के बारे में भी बात करेंगे इसलिए अब तक हमने केवल वर्डनेट में हायरार्की ट्री का उपयोग किया हैऔर हम कह रहे हैं कि दो शब्द समान हैं यदि वे हायरार्की ट्री या कुछ अन्य सूत्रीकरण में पास हैं और हमने कुछ उदाहरण देखे हैं अब मान लीजिए कि हम उनकी झलक का उपयोग करना चाहते हैं जिस तरह से समानता की तुलना करने के लिए विभिन्न अवधारणाओं को वर्डनेट में परिभाषित किया गया है तो ये बहुत ही सरल एल्गोरिदम हैं जिन्हें लेस्क एल्गोरिथम कहा जाता है इसका एक विस्तारित लेस्क संस्करण भी है जो इसके लिए उपयोग किया जाता है और क्या विचार दो अवधारणाएं समान हैं यदि उनके शब्द समान शब्द हैं तो मेरे पास शब्द ड्राइंग पेपर है जिसे पेपर के रूप में परिभाषित किया गया है जो विशेष रूप से ड्राफ्टिंग का उपयोग करने के लिए तैयार किया गया है और डीकल विशेष रूप से तैयार पेपर से डिजाइनों को लकड़ी या कांच या धातु की सतह पर स्थानांतरित करने की कला हम यह पता लगाना चाहते हैं कि वे कितने समान हैं तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि वहां कितने शब्द आम हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीन शब्द जो सामान्य पेपर हैं विशेष रूप से और तैयार किए गए हैं जो दोनों ही शब्दों में होते हैं तो एल्गोरिथ्म क्या करता है कि यह मायने रखता है कि कितने एन ग्राम सामान्य हैं इसलिए एन ग्राम एक यूनिग्राम बाई ग्राम और ट्राईग्राम और इतने पर तो आप देखेंगे कि यह बाई ग्राम विशेष रूप से तैयार किया गया है जो दोनों प्रकार के ग्लेज़ में है और यूनीग्राम पृष्ठ में सामान्य है इसलिए जब भी एक एन ग्राम सामान्य होता है तो यह एन स्क्वायर का एक स्कोर जोड़ता है ताकि आपको बाई ग्राम ट्राईग्राम और इसी तरह की समानता के लिए दिया जाए तो इस मामले में क्या समानता होगी एक बाई ग्राम सामान्य है इसलिए दो वर्ग और एक यूनिग्राम सामान्य और एक वर्ग है तो समानता 2 वर्ग प्लस 1 वर्ग 5 1 प्लस 4 5 होगी जो कि लेसक एल्गोरिथ्म का उपयोग करने की समानता है इसलिए हमने इस बारे में बात की है कि वर्डनेट का उपयोग करके हम कौन से अलग अलग संबंध रख सकते हैं और हमने यह भी देखा है कि कैसे हम दो शब्दों में समानता का पता लगा सकते हैं और यह एक बहुत ही सरल विधि की तरह दिखता है जब वर्डनेट का ट्री दिया जाता है और आपको यह भी आश्चर्य हो सकता है कि वितरण समानता की तुलना में समानता को कैप्चर करने का यह एक बेहतर तरीका हो सकता है क्योंकि मेरे पास मैन्युअल रूप से यह आदेश हैं मुझे पता है कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं ट्री में हम बस दूरी या माप का उपयोग कर पता लगा सकते हैं कि वो समान कैसे हैं लेकिन किसी भी कार्य के लिए वर्डनेट का उपयोग करने में एक अंतर्निहित समस्या है तो क्या आप सोच सकते हैं कि समस्या क्या है तो हम आपको संकेत देते हैं कि यदि आप जानते हैं कि क्या आप समानार्थक वर्डनेट में समानता को पकड़ना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छी तरह से सिंसेट के बीच समानता को पकड़ सकता है लेकिन यदि आप शब्दों के बीच समानता को पकड़ना चाहते हैं जो बहुत मुश्किल है अब जब हम प्राकृतिक भाषा का सामना करते हैं तो हम केवल शब्दों का सामना करेंगे और जब हम शब्दों को देखते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि उपयोग किए जा रहे सिंसेट क्या हैं इसलिए हम सीधे वर्डनेट को वहां लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं जहां हम ठीक पता लगा सकते हैं हम यह मान रहे हैं कि यह शब्द मेल खाती है या हम उन शब्दों के लिए सिंसेट के लिए उपयोग किए गए तरीकों को लागू कर रहे हैं यह एक एप्रोक्सीमेशन होगा और यह कभी कभी काम करता है लेकिन कुछ बार काम नहीं करता है तो वर्डनेट को लागू करने में सक्षम होने के लिए वर्डनेट का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या जिसे हमें निपटना है हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या किसी शब्द का उपयोग किसी विशेष वाक्य में किया जाता है जो कि वर्डनेट अर्थ है जिसका उपयोग किया गया है वह और यह एक कठिन समस्या है जिसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन यह समस्या बहुत बहुत सामान्य है और हम बस इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण लेंगे तो आप एक बहुत आसान वाक्य देखते हैं आई सॉ अ मैन हु इज़ 98 इयर्स ओल्ड एंड कैन स्टिल वाक एंड टेल जोक्स हाँ यह एक बहुत ही सरल वाक्य है अब सरल वाक्य के लिए आपको क्या लगता है क्या इस शब्द के कई अलग अलग सिंसेट हैं या यह पूरा वाक्य है या एक व्याख्या है इसलिए जब हम इस वाक्य को सुनते हैं तो हमारे मन में केवल एक ही व्याख्या होती है लेकिन वर्डनेट में अलग अलग शब्दों के अलग अलग पर्याय होते हैं तो हम देखते हैं इसलिए यदि हम वर्डनेट पर जाते हैं तो देखा गए शब्द में 25 अर्थ हैं मैन हैज़ 11 सेंसेज़ इयर्स हैज़ 4 जोक्स हैज़ 4टेल हैज़ 8 और इसी तरह से तो अब यदि आप इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो उनके पास 67 मिलियन से अधिक अर्थ हैं जो संभव वाक्य हैं यह एक बहुत ही चरम मामले की तरह लग सकता है लेकिन आपके पास ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां वे एक ही वाक्य के लिए कई विभाजन हैं और अलग अलग हैं शब्द कई सिंसेट में हो सकते हैं इसलिए हमारी समस्या यह है कि अगर इतने सारे सिंसेट हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि सटीक सिंटसेट वर्डनेट का उपयोग किया जा रहा है और यहीं पर हम कई संभावनाओं के बीच शब्द बोध की समस्या के बारे में बात करते हैं जो शब्द के विशेष बोध को भंग कर देती है और यह हम अगले व्याख्यान में शुरू करेंगे